आज के व्याख्यान में हम मौसमी मॉडल पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं पिछले व्याख्यान में हमने मौसमीता पर विचार करते हुए एक बुनियादी मॉडल का प्रदर्शन किया इसलिए हमने इस डेटा को देखा और यह डेटा 3 साल से अधिक की मांग का प्रतिनिधित्व करेगा और प्रत्येक वर्ष 4 तिमाहियों में विभाजित है पिछले मॉडल में हमने एक मौसमी सूचकांक की गणना की थी उदाहरण के लिए वर्ष की पहली तिमाही के आंकड़ों के लिए मौसमी सूचकांक 53 को 157 से विभाजित किया जाएगा इस संख्या के लिए मौसमी सूचकांक जो 1 वर्ष की दूसरी तिमाही का प्रतिनिधित्व करता है 157 से 22 होगा और इसी तरह हमने एक मौसमी मैट्रिक्स की गणना की और फिर हमने हर तिमाही के लिए मौसमी सूचकांक को औसत किया हम प्रतिगमन या कम से कम वर्ग फिट की विधि का उपयोग करके अगले वर्ष की कुल मांग का पूर्वानुमान लगाने का भी प्रयास करते हैं फिर हमने कहा कि हम कर सकते हैं अगले वर्ष के लिए 4 सत्रों का पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए इन सूचकांकों में से प्रत्येक के साथ पूर्वानुमानित मूल्य को गुणा करें अब हम जो देखेंगे वह यह है कि हम किसी मॉडल को आज़माने के लिए घातीय चौरसाई का उपयोग कर सकते हैं और एक मॉडल प्राप्त कर सकते हैं जो सिद्धांत रूप में इस अर्थ में बेहतर अनुमान लगा सकता है कि हाल के आंकड़ों में अधिक वज़न होगा उदाहरण के लिए जब हमने एक पंक्ति को फिट करने के लिए कम से कम वर्ग की विधि का उपयोग किया था तो हमने इन सभी बिंदुओं को समान भार दिया अब सवाल यह है कि क्या हम घातीय चौरसाई का उपयोग कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए एक और मॉडल बनाने की कोशिश कर सकते हैं अब उस मॉडल को विंटर का मॉडल कहा जाता है और विंटर के मॉडल में निम्नलिखित समीकरण होते हैं तो हम वर्तमान में विंटर्स मॉडल के लिए इन समीकरणों का उपयोग करते हैं ये समीकरण थोड़ा जटिल लग सकते हैं लेकिन इन 3 समीकरणों को समझाना आसान है अब स्तर का प्रतिनिधित्व करता है या जो आधार डेटा बी है ढलान पर प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और सी मौसमीता का प्रतिनिधित्व करता है अब मौसमी मॉडल में तीन चीजें हैं एक स्तर एक प्रवृत्ति और मौसमी उदाहरण के लिए इस डेटा के साथ समझाने के लिए स्तर मान 157 173 189 की तरह हैं यह वास्तव में स्तर और प्रवृत्ति दोनों को प्रदर्शित करता है जैसा कि 157 के बारे में सोच सकते हैं एक स्तर और फिर एक बढ़ती प्रवृत्ति है तो एक ढलान है जो इसे 173 तक ले जाता है और फिर 189 और इतने पर वहाँ मौसमीता है उदाहरण के लिए इससे जुड़े मौसमी सूचकांक 53 है जो 157 से विभाजित है इसलिए अब अगर हम देखते हैं कि पीरियड टी प्लस 1 के स्तर के दो भाग हैं जैसे कि घातीय चौरसाई समीकरण अल्फा एक चौरसाई स्थिरांक है इसलिए अल्फा बार d t c c t d t plus 1 by c t plus 1 plus 1 minus अल्फा बार ए प्लस बी टी अब अगर हम पीरियड टी और उस पर हैं समय मान 80 है फिर अगली अवधि के लिए स्तर का मूल्य पहले के स्तर से अधिक ढलान होगा तो आपके पास एक टी प्लस बी टी है जो टी प्लस 1 का प्रतिनिधित्व करता है इसी तरह अगर उस अवधि में डी टी प्लस 1 की मांग है और टी प्लस 1 की संबद्ध मौसमी है तो मौसमी द्वारा मांग उस अवधि का स्तर मान भी देती है इसलिए t plus 1 का वास्तविक स्तर मान इस शब्द का एक भारित औसत है और यह शब्द जहाँ अल्फा से गुणा किया जाता है और यह 1 minus अल्फा से गुणा किया जाता है तो अगर आप पीरियड में हैं और फिर हम पीरियड टी प्लस 1 के स्तर का पता लगाना चाहते हैं पीरियड टी प्लस 1 के स्तर को प्राप्त करने के लिए इस विशेष सूत्र का उपयोग कर सकते हैं अब उस अवधि में भी ढलान दो है घटक अब हमेशा दो स्तरों के बीच का अंतर एक ढलान का प्रतिनिधित्व करते हैं तो एक टी प्लस एक घटा एक टी ढलान का एक उपाय है और अवधि टी जो बी टी है पर ढलान एक और है ढलान का माप इसलिए टी प्लस 1 की अवधि के लिए ढलान 2 ढलानों का भारित योग है इसलिए बीटा बार एक टी प्लस वन माइनस एक टी जो फिर से ढलान के बराबर है और 1 माइनस बीटा बार बी टी जहां बीटा फिर से एक घातीय चौरसाई स्थिर है इसी तरह मौसमी आप देख सकते हैं सबस्क्रिप्ट टी प्लस पी प्लस 1 है जो अनिवार्य रूप से आता है क्योंकि अगर मैं यहां कहीं हूं तो मैं यह हूं कि यदि इसे C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 और C 7 कहा जाता है तो यदि आप दो हैं और पीरियड्स की संख्या चार टी प्लस पी प्लस है और सी सात है जो हम कंप्यूटिंग कर रहे हैं अनिवार्य रूप से इस के साथ ही साथ गणना की जाती है तो आपके पास कुल स्तर से एक टी प्लस 1 मांग के अनुसार टी प्लस 1 होगा जो प्रतिनिधित्व करता है कुल मांग यह एक मौसमी सूचकांक का एक उपाय है इसका भी उपाय है पिछले एक से मौसमी सूचकांक इसलिए एक बार फिर यह दो मौसमी उपायों का भारित योग है जहां गामा घातीय चौरसाई स्थिर है अब के बाद हम इन सभी की गणना करते हैं हम वास्तविक पूर्वानुमानित मूल्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं समीकरण इसलिए अब हम जो करेंगे वह है हम कोशिश करेंगे और कुछ संगणनाएँ दिखाएंगे और समझाएं कि हम विंटर्स मॉडल के लिए गणना कैसे करते हैं तो हम एक ही उदाहरण लेते हैं और यह करते हैं ऐसा करने के लिए हमें भी ऐसा करने की जरूरत है कुछ आरंभीकरण इसलिए हम C 1 को 034 के बराबर मानेंगे जो वास्तव में 53 को 157 से विभाजित है C 2 को 014 C 3 को 024 और C 4 को 029 है तो हम इन तीन मूल्यों को शुरू करते हैं अब हमें 1 को शुरू करने की भी आवश्यकता है जहां इस अवधि में एक स्तर है तो 1 को 53 द्वारा विभाजित किया गया है जो 034 से विभाजित है जो कि 156 है इसमें त्रुटि की छोटी गोलाई है जो कर सकते हैं जो स्वीकार्य है तो 034 को 157 से विभाजित 53 के विभाजन पर प्राप्त किया गया था इसलिए यह है वहाँ का राउंड इसलिए राउंडेड वैल्यू 156 के स्तर मान के रूप में देता है तो अब हम जानते हैं कि यहाँ का स्तर मान जो 1 है अब हमें संबंधित ढलान b 2 और इसी तरह 2 के लिए स्तर मान ज्ञात करना होगा तो हम भी 02 के बराबर अल्फा 03 के बराबर बीटा और गामा को 025 के बराबर चौरसाई स्थिरांक के रूप में उपयोग करते हैं और हमें बी 1 के मूल्य का उपयोग करने की भी आवश्यकता है जो 4 के रूप में लिया जाता है जो मोटे तौर पर यहाँ ढलान है क्योंकि 157 173 यह अंतर 16 से अधिक है 4 अवधियां हमें एक बार फिर 4 की ढलान देती हैं 173 189 देती हैं ढलान के रूप में इसलिए हमने अब सभी मानों को इनिशियलाइज़ कर दिया है ताकि हम इन कंप्यूटेशनों को कर सकें इसलिए मैं उन कंप्यूटर्स को फिर से दिखाऊँ इसलिए एक 2 जो कि अवधि 2 के लिए स्तर है 02 से 156 प्लस 08 में 156 प्लस 4 जो 15943 है अब हम उन नंबरों को कैसे प्राप्त करते हैं पीरियड 2 के लिए एक t प्लस 1 स्तर 2 अल्फा बार d t plus 1 by c t plus 1 अल्फा 02 है अब d t plus 1 by c t plus 1 156 है कि हमारे पास t प्लस b t में प्लस 081 माइनस अल्फा है जो कि 1 प्लस b 1 160 है इसलिए स्तर 2 से अगली अवधि के लिए 156 से 15943 तक बढ़ जाता है अब बी 2 03 से 15943 माइनस 156 प्लस 07 में 4 में प्राप्त किया जाता है जो 3829 है अब इस समीकरण से आता है बीटा 2 ए 1 माइनस 1 15943 जो हमने अभी माइनस 1 की गणना की है जो 156 है 1 माइनस बीटा है 07 बीटी 1 बी है जो पहले ढलान 4 है तो आपको 3829 मिलते हैं फिर हम गणना करते हैं कि C 6 अब के बराबर है और अनिवार्य रूप से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं इन मौसमी मूल्यों का उपयोग करते हुए यहां के लिए मौसमी तो C 6 में 025 होगा 22 को 15943 और 075 को 014 में विभाजित किया अब ये चीजें गामा से d t में आती हैं टी 1 से अधिक 1 प्लस 1 गामा में 02 डी टी प्लस 1 22 है एक टी प्लस 1 है जिसे हम केवल 15943 के रूप में गणना करते हैं तो यह इस तिमाही की मौसमी का माप है जो C 2 C 6 C 10 द्वारा दर्शाया जाता है इसलिए 22 को 15943 से विभाजित किया जाता है यह मौसमी का माप है साथ ही 075 1 शून्य से 014 में गामा है जो C 2 के लिए आरंभिक मूल्य है इसलिए जब हम यह C 2 करते हैं तो C 6 01395 हो जाता है अब इससे हम f 3 पूर्वानुमान अवधि 3 को शुरू कर सकते हैं 3 15943 और 3829 में 024 जो 3918 है अब हम F पर वापस जाते हैं 3 यह हमारा एफ 3 है यह वास्तविक डी 3 ज्ञात है इसलिए इसके लिए पूर्वानुमान 13918 है जो 2 के अंत में स्तर से आता है 15943 तो लेवल प्लस ढलान इसे 15943 प्लस 3829 पर ले जाएगा जो कि यहां है और यह मौसम की दर से गुणा किया जाता है जो 3918 है अब हमने गणनाओं का एक पूरा दौर दिखाया है अब एक बार यह ज्ञात हो जाता है कि हम अब गणना शुरू करना जारी रख सकते हैं इसलिए a 3 अब अल्फा बार d 3 बन जाएगा C 3 प्लस 1 माइनस अल्फा बार 2 प्लस b 2 तो अब हम जानते हैं कि सभी 3 d को यहां से प्राप्त किया जा सकता है जो कि 37 है C 3 024 है अल्फा ज्ञात है 1 शून्य से अल्फा है इसलिए ज्ञात है कि 2 और b 2 की गणना वहां उपलब्ध है तो हम इसे एक 3 की गणना कर सकते हैं इसी तरह हम बी 3 की गणना बीटा 3 के रूप में कर सकते हैं 3 ए 2 2 ए 2 ज्ञात है 3 को गणना की गई है 1 शून्य से 2 बार बीटा 2 बी 2 पिछले एक से जाना जाता है तो हम इसे एक की गणना कर सकते हैं इसी तरह हम C 7 की गणना कर सकते हैं क्योंकि गामा को d 7 a से जाना जाता है यह 7 है इसलिए d 3 को एक 3 से जाना जाता है साथ ही 1 ऋण गामा C 3 को भी जाना जाता है इसलिए हम गणना कर सकते हैं c सात जिसमें से हम F 4 की गणना कर सकते हैं इसलिए हम विंटर्स मॉडल के साथ जारी रख सकते हैं और अंत में हमारे पास 13 एफ अवधि के लिए एक मूल्य एफ 13 पूर्वानुमान है एक अद्यतन मूल्यों के साथ मौसमी मूल्यों को भी तदनुसार गणना की जाती है और अद्यतन रखा जाता है इसलिए अंत में 13 की अवधि के लिए पूर्वानुमान 6729 है इसलिए यदि हम विंटर्स मॉडल का उपयोग करने से यहां मूल्य का पूर्वानुमान करना चाहते हैं तो हमें यहां 6729 मिलेगा और फिर हम इस मॉडल का उपयोग इस और इसी तरह की गणना करने के लिए करते हैं अब विंटर्स मॉडल के क्या फायदे हैं क्योंकि हम घातीय चौरसाई का उपयोग करते हैं बहुत विचार यह है कि हम उन सभी डेटा बिंदुओं पर विचार करते हैं जिन्हें हम हाल के डेटा बिंदुओं और इतने पर या अधिक वेटेज को अधिक महत्व देते हैं अब सभी तीन महत्वपूर्ण चीजें जैसे स्तर ढलान और मौसमी सूचकांक को एक सरल घातीय मॉडल का उपयोग करके अपडेट किया जाता है जहां कुछ अर्थों में दो चीजों को पीरियड टी पर मान लिया जाता है और फिर पीरियड टी प्लस 1 पर मूल्य प्रत्येक में वज़न से जुड़े 2 घटक होते हैं और अल्फा बीटा और गामा स्मूथी स्थिरांक होते हैं फिर हमारे पास एक संबंध है कि मौसम के हिसाब से पूर्वानुमान का स्तर प्लस ट्रेंड है अब यह भी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब देता है कि हमने पिछले व्याख्यान में पेश किया था अब अगर हमारे पास इस तरह का डेटा है अब हम केवल 53 58 62 ले सकते हैं और अगले मूल्य का अनुमान लगा सकते हैं हम 22 25 27 और पूर्वानुमान ले सकते हैं इसका अगला मूल्य यह है कि पूर्वानुमान का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह धारणा है कि भले ही यहाँ एक बढ़ती प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति में वृद्धि तब दिखाई देती है जब हम वास्तव में वर्ष की कुल मांग को देखते हैं यह तब दिखाई देता है जब हम ऐसा करते हैं यदि हम यहां देखते हैं तो हमें एक बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई देती है लेकिन हम वास्तव में इस दिशा में वृद्धि नहीं देखते हैं क्योंकि मूल्य बहुत भिन्न हैं विंटर्स मॉडल का उपयोग करके उन्हें संबंधित सीज़नलिटी इंडेक्स से गुणा किया जाता है जो हम यहां कहने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि कुछ अर्थों में यहां 16 वृद्धि वास्तव में प्रत्येक सीज़न में 4 के रूप में फैली हुई है यही कारण है कि हमें भी 6729 जैसा कुछ मिला है जो कि साठ 2 प्लस है और कुछ चार प्लस कुछ ऐसा है जो अधिक हाल के डेटा के लिए बढ़े हुए वजन के कारण आया है तो उस हद तक विंटर्स मॉडल कैप्चर करने में सक्षम है प्रत्येक अवधि में इस तथ्य को डालने में सक्षम है कि वृद्धि हुई है और इस वृद्धि को डिसेंसिलिंग करके कैप्चर किया गया है दूसरा फायदा शायद यह है कि अगर हमें यहां मांग दी गई है तो हमें बताएं कि क्या यहां की वास्तविक मांग 67 हो गई है और फिर हम एक पूर्वानुमान लगाना चाहते हैं यहाँ हम सीधे इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं और यहाँ पूर्वानुमान प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि अगर हम उन्हें डीलिंक कर रहे हैं और कहा कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं और फिर कुछ यहां कर रहा हूं इनमें से कुछ किए बिना हम बाद के पूर्वानुमान पर इन डेटा बिंदुओं के प्रभाव को कैप्चर नहीं कर रहे हैं तो विंटर्स विधि भी हमारी मदद करती है और आंकड़ों के साथ पूर्वानुमान लगाने की कोशिश करती है जो एक वर्ष के संबंध में पूरी तरह से पूरा नहीं होता है आपके पास डेटा के केवल 2 या 3 टुकड़े हो सकते हैं और फिर आप चार कर सकते हैं और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं तो इसके साथ हमारे पास तरह तरह के पूर्वानुमानित मॉडल दिखाई देते हैं जो अनिवार्य रूप से स्तरीय डेटा के लिए टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग मॉडल होते हैं जिन्हें एक स्थिर मॉडल के रूप में कहा जाता है और फिर प्लस ट्रेंड के लिए फिर लेवल प्लस ट्रेंड प्लस सीज़नलिटी इसलिए हमने अनिवार्य रूप से इसके तीन पहलुओं को कवर किया है जो कि लेवल ट्रेंड और सीज़नसिटी है अब ऐसी अन्य चीजें भी हैं जिन्हें पूर्वानुमान मॉडल में शामिल करने की आवश्यकता है यह भी करने के लिए एक प्रथागत है जिसे चक्रीय मॉडल कहते हैं आमतौर पर चक्रीय मॉडल में उन मॉडलों की तुलना में एक बड़ी समयावधि होती है जिन्हें हमने यहां देखा है और चक्रीय मॉडल आमतौर पर साइनसोइड्स कर्व्स का उपयोग करते हैं तो हमारे पास फॉर्म के मॉडल होंगे y एक cos 2 pi t plus b sin 2 pi t के बराबर है जहाँ t अवधि है और b एक स्थिरांक है जिसे हम प्रयास करते हैं और पता लगाते हैं एक बार फिर हम चक्रीय मॉडल के लिए ए और बी के मूल्यों को प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए कम से कम वर्ग के तरीकों का उपयोग कर सकते हैं अगली चीज जो हम अभी देखेंगे वह है जिसे कारण मॉडल कहा जाता है कारण मॉडल में हम कोशिश करते हैं और फॉर्म के कुछ फिट y एक प्लस b x के बराबर है जहां y वह चर है जिसे हम वास्तव में पूर्वानुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं अब यह दूसरे चर x पर निर्भर करता है जो कि स्वतंत्र चर है जहां y आश्रित चर है जिसे हम पूर्वानुमान करने की कोशिश कर रहे हैं अनाज उत्पादन के लिए दिया जाने वाला सामान्य उदाहरण वर्षा की मात्रा पर निर्भर करेगा इसलिए x स्वतंत्र चर है जो कि आपकी वर्षा है जिसके लिए हमारे पास डेटा y निर्भर चर है और फिर हम दिए गए मूल्य के लिए y का पूर्वानुमान लगाना चाहते हैं एक्स इसलिए अगर हमारे पास उदाहरण के लिए खाद्य अनाज उत्पादन के लिए छह अवधि के आंकड़े हैं और हमें बारिश के लिए 7 अवधि के आंकड़ों की आवश्यकता होगी इसलिए उदाहरण के लिए यदि हम y को pus bx के बराबर फिट करना चाहते हैं यदि हम y 7 करना चाहते हैं जो कि वेरिएबल y के लिए 7 की अवधि का पूर्वानुमान है या हम इसे F 7 कह सकते हैं जो कि अवधि 7 के लिए पूर्वानुमान है 7 फिर यह एक प्लस 7 होगा अब हमें x 7 में एक प्लस बी की आवश्यकता है जहां x 7 पीरियड 7 के लिए स्वतंत्र चर के लिए डेटा है समय की श्रृंखला में समय श्रृंखला के विपरीत 7 अवधि के लिए पूर्वानुमान 7 हम केवल जिस डेटा का उपयोग करेंगे अवधि 6 एक कारण मॉडल में हमें सात चर अवधि के लिए स्वतंत्र चर के लिए डेटा की आवश्यकता होती है जो कि एक प्लस बी x की फिटिंग के अनुसार होता है और एक प्लस बी टी एक होता है और एक ही होता है सिवाय इसके कि एक्स कारण मॉडल में टी की जगह लेगा तो कार्यप्रणाली के अनुसार यह वही है जो आप एक बार फिर से घटा सकते हैं और पूरे वर्ग को घटा सकते हैं जो वर्गों की त्रुटि राशि का प्रतिनिधित्व करता है हम इसे ई वर्ग कहते हैं सिग्मा y माइनस बी x पूरे वर्ग के बराबर है अब एक को यह भी ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में यह मॉडल है हम मानते हैं कि दिए गए डेटा में एक छोटा शोर या यादृच्छिकता है जिसे हम एप्सिलॉन कहते हैं फिर यह एक छोटी सी त्रुटि बनाता है इसलिए y माइनस b x वास्तव में 0 नहीं है लेकिन कुछ मूल्य अन्यथा यदि हम यहां y को प्लस b x के बराबर देखना शुरू करते हैं जब मैं वाई माइनस बी x लिखता हूं तो कोई सोचता है कि यह 0 है यह वास्तव में नहीं है एक छोटा त्रुटि घटक है जिसका वर्ग हम वास्तव में कम से कम करने की कोशिश करते हैं अब हम a और b के संबंध में आंशिक रूप से अंतर कर सकते हैं जो कि अज्ञात हैं और कोशिश करने के लिए दो समीकरण हैं जो सिग्मा y है जो ना प्लस b सिग्मा x के बराबर है और सिग्मा xy एक सिग्मा के बराबर है सिग्मा x प्लस b सिग्मा x वर्ग अब इन दो समीकरणों के साथ हम a और b के लिए हल कर सकते हैं अब समाधान समय श्रृंखला के समान है इसलिए मैं एक ही उदाहरण की व्याख्या करने के लिए एक ही उदाहरण नहीं ले रहा हूं एक बार फिर से आपके पास x x वर्ग x y x वर्ग और x y के लिए कॉलम होंगे फिर हम इस बात के लिए हल कर सकते हैं कि इसे कैसे हल किया जाए इस पाठ्यक्रम में पहले के एक व्याख्यान में शामिल किया गया है जैसा कि मैंने कहा था कि अंतर केवल एक और बी प्राप्त कर रहा है अब यदि हमारे पास x और y के लिए छह अवधियों के लिए डेटा है तो हम x और y की छह अवधियों के लिए डेटा का उपयोग कर सकते हैं और अंत में हमें y जैसा प्लस b x के बराबर कुछ मिलेगा अब सातवीं अवधि के लिए यदि हम x सात का मूल्य जानते हैं यदि हम स्वतंत्र चर का मूल्य जानते हैं तो हम स्थानापन्न कर पाएंगे क्योंकि इन 2 का उपयोग करके हम a और b प्राप्त कर सकते हैं तो हम y का मान प्राप्त करने के लिए स्थानापन्न कर सकते हैं जो सातवीं अवधि या उसके बाद की अवधि के लिए पूर्वानुमान होगा तो यह है कि अब हम कारण मॉडल को कैसे संबोधित करते हैं जब विभिन्न प्रकार के कारण मॉडल का निर्माण करना हमेशा संभव होता है और प्लस बी x नहीं होना चाहिए उदाहरण के लिए हम फॉर्म a बी x 1 प्लस c x 2 के कारण मॉडल का निर्माण कर सकते हैं या हम प्लस b x प्लस x वर्ग बना सकते हैं हम एक x पॉवर b के बराबर और इतने पर y का निर्माण कर सकते हैं अब जब हम y को एक प्लस b x वन प्लस c x 2 के बराबर बनाते हैं तो इसका मतलब है कि दो स्वतंत्र चर हैं जो आश्रित चर y के व्यवहार को प्रभावित करते हैं इसलिए कार्यप्रणाली अब सिग्मा y माइनस को घटाकर एक घटाकर x 1 मिनट पूरे वर्ग में ले जाएगी तो तीन अनजाने हैं a b और c इसलिए आंशिक रूप से उन तीनों के संबंध में तीन समीकरणों के साथ अंतर करते हैं यहां दो के बजाय और फिर हम एब और सी प्राप्त करने के लिए उन तीन एक साथ समीकरणों को हल कर सकते हैं और जिस अवधि के लिए हम पूर्वानुमान करना चाहते हैं हमें x 1 x 2 के मूल्यों की आवश्यकता है वे स्थानापन्न और कोशिश कर सकते हैं और वास्तविक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं यदि हम इस तरह के एक मॉडल को फिट करते हैं तो केवल एक स्वतंत्र चर है लेकिन फिर यहां एक द्विघात शब्द है तो हम कोशिश करेंगे और कम से कम वाई माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स वर्ग को एक बार फिर से तीन चीजें हैं जो हमें एक बी और सी की गणना करना है हम तीन समीकरणों को प्राप्त करने के लिए आंशिक रूप से अंतर करेंगे इसलिए हमें एक तीसरा समीकरण मिलेगा जो कहेगा कि सिग्मा x वर्ग y एक सिग्मा x वर्ग प्लस b सिग्मा x क्यूबेड के बराबर है तो एक और कार्यकाल भी होगा एक तीसरा कार्यकाल भी होगा आप इसे आंशिक रूप से अलग अलग कर सकते हैं तीन समीकरणों को शामिल करने के लिए तीन शब्दों a और c शामिल हैं तो हम एक द्विघात को फिट कर सकते हैं और इसे कर सकते हैं यदि हम एक एक्स पावर बी के बराबर वाई के एक कारण मॉडल को फिट करते हैं तो हमें जो करने की आवश्यकता है वह दोनों पक्षों पर लघुगणक लेना है तो log y एक प्लस b लॉग लॉग करने के लिए बराबर है इसलिए यह log y लॉग प्लस b b लॉग x के बराबर है अब लॉग y को एक वेरिएबल y से बदल दिया जाएगा यह एक और स्थिर होगा प्लस लॉग x एक और छोटा वेरिएबल x बन गया है अब हम फिट करते हैं छोटा y कैपिटल के बराबर है a b b छोटा x अब यह मॉडल इस मॉडल के समान है इसलिए हमें लॉग की बजाय अब हम वास्तव में इसे समाप्त करना चाहते हैं और फिर इसमें से हमें इस छोटे को वापस पाने के लिए वापस जाने की आवश्यकता है क्योंकि लॉग के ए बस इसका प्रतिनिधि है तो कुछ बिंदु पर ये चीजें गणित में थोड़ा सा प्रतिस्थापन बन जाती हैं लेकिन मूल पद्धति यह है कि आप में से कुछ को एक bx या plus bx plus cx square या plus bx 1 plus cx 2 के रूप में जानने और फिट करने का प्रयास करें हम कोशिश करते हैं और वर्गों की त्रुटि राशि को कम करते हैं और रैखिक मानने वाले सर्वोत्तम फिट की रेखा प्राप्त करते हैं यदि यह सबसे अच्छा फिट के द्विघात वक्र है तो लगभग सभी कारण मॉडल में अंतर्निहित कार्यप्रणाली को रैखिक और द्विघात में बदलना है और जैसा कि मामला हो सकता है और कोशिश करें और सर्वोत्तम फिट की रेखा निर्धारित करें फिर हम आगे बढ़ते हैं जैसा कि मैंने कहा कि वर्गों की त्रुटि राशि बहुत कुछ वैसी ही है जैसी हमने मूल समय श्रृंखला पूर्वानुमान मॉडल में देखी है अब हम पूर्वानुमान के अंतिम भाग पर आते हैं जो कि पूर्वानुमान की अच्छाई का पता लगाने की कोशिश करना है अब पूर्वानुमान कितना अच्छा है यह सवाल है जो हमें पूछना है इसका कारण यह है कि हमारी धारणा के आधार पर हमारे पास वास्तव में एक से अधिक मॉडल हैं जिनका हम पूर्वानुमान लगाने के लिए उपयोग कर सकते हैं जैसे कि हमारी धारणा यह है कि डेटा एक स्थिर मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है डेटा एकमात्र स्तर का प्रतिनिधित्व करता है फिर हमने कई मॉडल देखे हैं जिन्हें हमने सरल औसत देखा है हमने मूविंग एवरेज देखा है हमने एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग देखी है अगर हमारे पास केवल लेवल है अगर हमारे पास एल प्लस टी है जो लेवल प्लस ट्रेंड है तो हमने दो मॉडल देखे हैं एक सबसे अच्छा फिट की रैखिक प्रतिगमन रेखा है और फिर हमने होल्ट के मॉडल को देखा और अगर हमारे पास एल प्लस टी प्लस एस है जिसका अर्थ मौसमी भी शामिल है हमने एक मूल मॉडल देखा और हमने विंटर्स मॉडल को अपनी धारणा के आधार पर देखा कि डेटा केवल स्तर या एल प्लस टी या एल प्लस टी प्लस एस का प्रतिनिधित्व करता है और हम पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए एक से अधिक मॉडल का उपयोग कर सकते हैं इसलिए हम एक ही धारणा के तहत विभिन्न मॉडलों के समाधानों की तुलना कैसे करते हैं यदि हम मानते हैं कि यह केवल स्तर का प्रतिनिधित्व करता है तो हम तीनों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं या यहां तक कि एक भारित चलती औसत और इतने पर इसलिए हम 4 या 5 मॉडल के साथ परीक्षण कर सकते हैं और फिर अंत में हमें एक को चुनना होगा इसी तरह यदि धारणा l प्लस t है तो हम इन दोनों मॉडलों और अन्य मॉडलों का उपयोग कर सकते हैं जो साहित्य में उपलब्ध हैं और फिर इनमें से एक और इसी तरह से एक पूर्वानुमान चुना हम ऐसा कैसे करते हैं अब इसे पूर्वानुमान की अच्छाई को मापने के लिए कहा जाता है अब मुझे पूर्वानुमान की अच्छाई को समझाने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं अब हम इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण का उपयोग करके समझाते हैं तो आइए हम कुछ डेटा लेते हैं जो 30 32 33 और 35 है आइए यह मान लें कि हम डेटा लेते हैं जो कि 30 32 31 और 30 है अब हम मान सकते हैं कि यह एकमात्र स्तर का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि इस समय हम यहाँ एक दृश्य प्रवृत्ति नहीं देखते हैं तो हम कहते हैं कि हम केवल स्तर के डेटा लेते हैं और हमें कहते हैं कि हम उपयोग करने जा रहे हैं कुल 123 आता है इसलिए सरल औसत 3075 है औसत औसत अब ऐसे कई उपाय हैं जिन्हें हम पूर्वानुमान की अच्छाई के लिए परिभाषित कर सकते हैं इसलिए हम एक ऐसा करने जा रहे हैं जिसका अर्थ है पूर्ण विचलन मतलब चुकता विचलन प्रतिशत प्रतिशत विचलन और इसी तरह इसलिए मुझे इनमें से कुछ के लिए गणना दिखाएं अब मान लेते हैं कि हम एक साधारण औसत का उपयोग कर रहे हैं और इसलिए सभी चार अवधियों के लिए पूर्वानुमान 3075 है और पाँचवीं अवधि के लिए पूर्वानुमान भी 3075 है तो पूर्ण विचलन का मतलब है इस मामले में आइए हम इसे d d कहते हैं जिसका मतलब है कि पूर्ण विचलन मतलब पूर्ण विचलन इस राशि का योग होगा तो 30 माइनस 3075 प्लस 32 माइनस 3075 प्लस 31 माइनस 3075 प्लस 30 माइनस 3075 अब कृपया ध्यान दें कि हम वास्तविक मूल्य का पता लगा रहे हैं वास्तविक नहीं तो यह 075 प्लस 125 प्लस 025 प्लस 075 है जो 15 प्लस 15 है 3 है उदाहरण के लिए हमने 30 माइनस 3075 और 32 माइनस 3075 और इतने पर नहीं किया अगर हमने किया था कि मान 0 होगा क्योंकि यह एक साधारण औसत है इसलिए हम औसत पूर्ण विचलन लेते हैं अब औसत चुकता विचलन 30 मिनट 3075 वर्ग प्लस 32 घटा 3075 वर्ग प्लस 31 शून्य वर्ग प्लस 30 मिनट वर्ग है यदि आप इस पर वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है क्योंकि यह कुल निरपेक्ष विचलन है जो 3 है तो मतलब निरपेक्ष विचलन बिंदु y की n संख्या से एक होगा इसलिए 3 द्वारा 4 हमें 075 का मतलब पूर्ण विचलन देगा अब मतलब चुकता विचलन होगा यह 075 वर्ग है 5625 यह 125 वर्ग है इसलिए 15625 यह फिर से 31 घटा 3075 025 है इतना 0625 प्लस 05625 तो यह मोटे तौर पर 056 112 होगा इसलिए 268 22 074 कहते हैं इसलिए यह लगभग 275 है जो औसत चुकता विचलन है तो एक मतलब चुकता विचलन 4 से विभाजित किया जाएगा अब माध्य प्रतिशत विचलन हो सकता है अब मांग 30 है पूर्वानुमान 3075 है इसलिए विचलन 075 तथ्य है कि हम इसे एक पूर्ण निरपेक्ष प्रतिशत विचलन के रूप में भी अर्हता प्राप्त कर सकते हैं तो 075 यहाँ निरपेक्ष चीज़ है ताकि पूर्वानुमान द्वारा विभाजित किया गया है जो 075 को 3075 से 100 में विभाजित किया गया है 125 को 3075 से 100 में विभाजित किया गया है अब यहाँ केवल यही अंतर है कि ये दोनों संबंधित होंगे क्योंकि हर का पूर्वानुमान 3075 है जो कि सामान्य है इसलिए हम मांग के संबंध में पूर्ण प्रतिशत विचलन का भी अर्थ लगा सकते हैं और पूर्वानुमान के संबंध में नहीं ताकि ये मूल्य बदल सकें अब ये भाजक 30 से 32 प्लस 2 और अधिक शब्द बन गए हैं और इसी तरह कई लोग इन जैसे कई शब्दों को परिभाषित कर सकते हैं जो मूल रूप से पूर्वानुमान की अच्छाई का प्रतिनिधित्व करते हैं अब इस मान का मतलब है कि पूर्ण विचलन में 3 है तीन पूर्ण निरपेक्ष विचलन है जैसा कि मैंने कहा और औसत निरपेक्ष विचलन 3 है 4 से 4 मतलब विचलन 2 है 75 4 से 4 और इसी तरह यदि एक साधारण औसत के बजाय अगर हमने 2 अवधि की चलती औसत का उपयोग किया है जिसका मतलब है कि पूर्वानुमान 3075 के बजाय 305 हो जाएगा तो हम औसत निरपेक्ष विचलन की गणना कर सकते हैं अब 305 पूर्वानुमान के लिए पूर्ण विचलन 05 प्लस 15 25 प्लस 05 हो जाएगा जो फिर से 3 हो जाता है तो 05 प्लस 15 2 है 25 प्लस 05 3 है अब मतलब चुकता विचलन 305 के लिए हो जाएगा यह 025 हो जाएगा मतलब चुकता विचलन 05 वर्ग हो जाएगा 025 15 वर्ग 225 31 है तो एक और 25 25 प्लस 30 एक अन्य 025 कहता है कि यह लगभग 3 होगा इसलिए यदि यह 4 से विभाजित 275 है तो कहें कि यह 3 से 4 से विभाजित है इसलिए यह इस पूर्वानुमान की तुलना में औसत चुकता विचलन का एक छोटा मूल्य दिखाएगा इस तरह यदि हम एक से अधिक मॉडल का उपयोग करें यहां हम इन भलाई के उपायों में से एक का चयन कर सकते हैं जो कि हम जिस उपाय का उपयोग करने जा रहे हैं और चर्चा के लिए कहेंगे हमने चुना है जिसका अर्थ है चुकता विचलन अब हम इनमें से प्रत्येक के द्वारा प्राप्त पूर्वानुमान के लिए माध्य चुकता विचलन का मूल्यांकन कर सकते हैं और फिर उस मॉडल का पता लगा सकते हैं जिसने माध्य चुकता विचलन का न्यूनतम मान दिया है उदाहरण यह है कि यदि हमने औसत औसत औसत वर्ग विचलन का उपयोग किया है तो यह 4 से 275 है यदि हमने 2 अवधि की चलती औसत का उपयोग किया है तो पूर्वानुमान 305 है और वर्ग विचलन 3 है इसलिए हम कह सकते हैं अगर हमने पूर्वानुमान की अच्छाई को मापने के लिए मापदंड के रूप में औसत वर्ग विचलन का उपयोग किया है तो सरल औसत चलती औसत से बेहतर पूर्वानुमान है जब हम लगातार अच्छाई के उपाय के रूप में व्यर्थ विचलन का चयन करते हैं तो वहां थोड़ा पहरा देना होगा अगर हम इसे बहुत ही सावधानी से देखें तो साधारण औसत औसत हमेशा वह माप होता है जो वर्गों के त्रुटि योग को कम करेगा या स्क्वीज़ विचलन को कम करेगा एक साधारण औसत की बहुत परिभाषा वहां से आती है इसलिए यदि हम इस सरल औसत को लेते हैं तो यह हमेशा किसी भी अन्य पूर्वानुमान पद्धति से बेहतर होगा यदि हम मापदंड के रूप में औसत चुकता विचलन का उपयोग कर रहे हैं तो आमतौर पर इसका मतलब यह है कि पूर्वानुमान विचलन को पूर्वानुमान की अच्छाई को मापने के उपाय के रूप में नहीं लिया जाता है आम तौर पर मतलब पूर्ण विचलन एक पूर्वानुमान की अच्छाई के लिए एक उपाय के रूप में लिया जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि चुकता विचलन एक अंकगणितीय माप के प्रति थोड़ा सा पक्षपाती है लेकिन इस पर काबू पाने का एक और तरीका यह भी है यहाँ हमने जो किया वह सभी अंकगणित माध्य ले लिया और फिर हमने कहा 3075 हम कुछ और कर सकते थे यदि हमारे पास केवल यह डेटा है अंकगणितीय माध्य 30 है यदि हमारे पास यह डेटा है तो अंकगणितीय माध्य 31 है हमारे पास है यह डेटा अंकगणितीय माध्य 31 है अगर हमारे पास सभी चार डेटा अंकगणितीय माध्य 3075 है तो अब हम वर्गों की त्रुटि राशि को 30 माइनस 30 वर्ग 32 माइनस 31 वर्ग 31 माइनस 31 वर्ग 30 माइनस 3075 वर्ग के रूप में पा सकते हैं यदि हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो हमारा मूल विचार यह है कि एक साधारण औसत हमेशा सबसे अच्छा होगा तो इस तरह के कई मुद्दे हैं जिन पर हम गौर कर सकते हैं लेकिन बहुत ही मूल विचार यह है कि किसी एक उपाय को देखें और लगातार उपयोग किए जाने वाले सुझाव का मतलब निरपेक्ष विचलन है अब उस माप का उपयोग करें और फिर यदि आपने एक से अधिक मॉडल का उपयोग करके पूर्वानुमान लगाया है तो इस माप के आधार पर उसका मूल्यांकन करें और उस एक को चुना जो न्यूनतम मूल्य देता है फिर हम उदाहरण के लिए एक और प्रश्न में मिल सकते हैं अगर हमारे पास एक डेटा है जो इस तरह है अगर हमारे पास एक डेटा है जो 30 34 36 और 39 की तरह है तो स्पष्ट रूप से यह डेटा प्रवृत्ति दिखाता है इसलिए हम इस या इस का उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि हमारे पास 30 था 32 31 30 इस समय हम कह सकते हैं कि यह प्रवृत्ति नहीं दिखाता है लेकिन एक कह सकता है कि मुझे एक प्लस बीटीबी के बराबर y फिट करने की कोशिश करें और छोटा होने जा रहा है यदि यह कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाता है या बी 0 होने जा रहा है यदि यह कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाता है तो मैं कर सकता हूं कि इसका जवाब नहीं है सिद्धांत रूप में हमें यह जांचना होगा कि क्या धारणाएं हैं और मान्यताओं के बाद हम कोशिश करते हैं और उस मॉडल को प्राप्त करते हैं जिसे आप मॉडल फिट नहीं करना चाहते हैं और मॉडल के परिणाम के आधार पर वापस जाते हैं और हमारी धारणा को ठीक करते हैं ओह अच्छी तरह से यह प्रवृत्ति प्रदर्शित कर सकता है इसलिए यह आमतौर पर अभ्यास नहीं है दूसरा प्रश्न यह है कि अगर हमारे पास डेटा का एक सेट है तो क्या अब मैं यहां से एक मॉडल लागू कर सकता हूं क्या मैं यहां से एक मॉडल लागू कर सकता हूं और फिर अच्छाई के आधार पर बेहतर एक का चयन कर सकता हूं जिसका उत्तर वास्तव में है ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिस मॉडल को हमने चुना है वह उन मान्यताओं के बाद आना चाहिए जो हम डेटा के व्यवहार के संबंध में बनाते हैं तो यह देखने के लिए एक अच्छा विचार नहीं है कि क्या चलती औसत बेहतर है कि क्या रैखिक प्रतिगमन दोनों मॉडलों का परीक्षण करने के बाद बेहतर है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आमतौर पर अभ्यास नहीं किया जाता है वास्तव में अच्छा यह है कि इस धारणा के आधार पर यह धारणा बनाने की कोशिश की जाए कि यह प्रदर्शन स्तर है इसलिए मैं इनमें से किसी एक का उपयोग करने जा रहा हूं और साथ ही साथ मैं इनमें से किसी एक का उपयोग करने जा रहा हूं तो इस के साथ हम वास्तव में इस पाठ्यक्रम या इस व्याख्यान श्रृंखला के पूर्वानुमान वाले भाग के अंत में आते हैं इसलिए हमने पूर्वानुमान विषय को यह कहकर शुरू किया कि पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता है क्योंकि पूर्वानुमान करने की आवश्यकता है क्योंकि विनिर्माण संगठनों को यह जानने की आवश्यकता है कि बाद के समय में या बाद के महीनों में उन्हें कितना उत्पादन करना है इसलिए पूर्वानुमान को भविष्य की मांग के अनुमान के रूप में परिभाषित किया गया है और फिर हमने यह भी कहा कि पूर्वानुमान केवल समय पर निर्भर कर सकता है जो हमें समय श्रृंखला के मॉडल की ओर ले जाता है यह कुछ अन्य स्वतंत्र चर पर भी निर्भर कर सकता है जो हमें कारण मॉडल की ओर ले जाता है समय सीरीज़ के भीतर हमने लेवल प्लस ट्रेंड लेवल और ट्रेंड प्लस सीज़निटी देखी और हमने कुछ कारण मॉडल देखे और हमने यह भी देखा कि पूर्वानुमान की अच्छाई कैसे मापी जाती है अगला सवाल जो आता है वह पूर्वानुमान के बाद ठीक है हम क्या करते हैं पूर्वानुमान ने हमें भविष्य की अवधि की मांग का अनुमान दिया है अब पूर्वानुमान से आए इस डेटा का उपयोग करने के लिए हमें अगला कदम क्या करना होगा अब यह एक समग्र उत्पादन योजना कहा जाता है से आता है हम अब इस व्याख्यान में बुनियादी समग्र उत्पादन योजना देखेंगे फिर अगले व्याख्यान में एक विस्तृत चर्चा जारी रखें अब पूर्वानुमान मॉडल को देखते हुए आइए अब हम समग्र योजना या उत्पादन योजना समस्या पर नजर डालते हैं जहां हम पूर्वानुमान के परिणामों का उपयोग करते हैं अब मैं स्प्रेडशीट का उपयोग करके इस समस्या की व्याख्या करता हूं अब मान लेते हैं कि एक एकल उत्पाद है अब केवल एक उत्पाद है जिसे कंपनी बनाती है और हमने उस उत्पाद का पूर्वानुमान बनाया है जो यहां दिखाया गया है इसलिए इस पत्रक में जो मांग के रूप में दिखाया गया है वह वास्तव में अगले 12 अवधियों की मांग का पूर्वानुमान है जो 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करता है हम अभी भी इस डेटा को देखकर यह मान लेते हैं कि यह पूर्वानुमान एक ऐसे उत्पाद के लिए है जो कुछ खास मौसमों को प्रदर्शित करता है इसलिए एक मांग है जो उस मांग का पूर्वानुमान है जो यहां दिखाया गया है अब हम मान लेते हैं कि जनवरी की शुरुआत में हजार इकाइयों की एक प्रारंभिक सूची है जो उपयोग के लिए शुरुआत में उपलब्ध है अब हम यहां यह भी मानने वाले हैं कि एक इकाई के निर्माण में वास्तव में लगभग 10 घंटे लगते हैं और इसमें 65 लोग काम करते हैं इसलिए हम यह भी मानते हैं कि संगठन दिन में 16 घंटे काम करता है और इसी तरह तो इन सभी मान्यताओं के अंत में हमें यह बताएं कि एक दिन में उत्पादित 104 इकाइयों का उपयोग करना संभव है जिसे एक नियमित समय उत्पादन कहा जाता है अब हम इस स्प्रेडशीट पर कुछ समय बिताते हैं अब यह कॉलम वर्ष के 12 महीने दिखाता है जो हमारे पास है और अभी है आइए हम केवल जनवरी की शुरुआती सूची को देखें जो 1000 इकाइयों के बारे में बात करती है अब मांग या पूर्वानुमान की मांग यहां पर ज्ञात है और ये विज्ञापन 30 300 तक हैं अब हमारे पास यह भी है कि एक r r t दिन क्या है जो नियमित रूप से उत्पादन के लिए प्रत्येक महीने में उपलब्ध दिनों की संख्या है और ये 22 18 22 19 हैं और इसी तरह इस डेटा को भी जाना जाता है हमारे पास वह भी है जिसे ओ ओ टी डे कहा जाता है जिसका अर्थ है कि प्रत्येक महीने में ओवरटाइम के लिए उपलब्ध दिनों की संख्या जो 4 4 5 4 5 और इसी तरह से दी गई है अब अगर हमारे पास जनवरी में 22 दिन उपलब्ध हैं जो यहां दिखाया गया है तो अब हम जनवरी में 2288 यूनिट का उत्पादन कर सकते हैं अधिकतम 2288 यूनिट जो 22 से 104 गुणा आता है यह भी जाना जाता है और एक बार इन नंबरों की गणना की जा सकती है एक बार आरटी दिन कॉलम ज्ञात होने के बाद आरटी क्षमता की गणना की जा सकती है हम o t क्षमता कॉलम की गणना भी कर सकते हैं क्योंकि 4 में 4 ओवर टी के लिए अधिकतम 4 o t दिन मिलते हैं और 4 में 4 जो कि 400 है और ओवरटाइम का उपयोग करके 16 यूनिट का उत्पादन किया जा सकता है इसलिए इस कॉलम की गणना एक बार इस कॉलम की संख्या ज्ञात होने के बाद भी की जा सकती है अब हम प्रत्येक महीने में कुल क्षमता की गणना भी कर सकते हैं जो कि नियमित समय क्षमता और ओवरटाइम क्षमता का योग है जैसा कि यहां दिखाया गया है इसके अलावा पहला कार्यकाल नियमित समय क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है दूसरा शब्द ओवरटाइम क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है तो यह भी ज्ञात है अब हम अपने आप से यह सवाल पूछने जा रहे हैं कि प्रत्येक महीने में कुल उत्पादन क्या होने वाला है ताकि हम मांग की मांग या पूर्वानुमान को पूरा करने की कोशिश करें अब एक उपयोगकर्ता के रूप में हम कहते हैं कि हम इन मूल्यों को भरना शुरू करते हैं जो प्रत्येक महीने में कुल उत्पादन होते हैं इसलिए यदि हम इस संख्या को 2704 भरते हैं तो अब बाईं ओर उपलब्ध होने वाली कुल क्षमता इन मूल्यों को कुल उत्पादन के रूप में भरने के लिए हमारा मार्गदर्शन करने वाली है इसलिए कुल उत्पादन प्रत्येक महीने में कुल क्षमता से अधिक नहीं हो सकता है इसलिए अगर हम जनवरी महीने के लिए कुल उत्पादन के रूप में 2704 भरते हैं तो इस 2704 को नियमित समय उत्पादन और ओवरटाइम उत्पादन के लिए वितरित किया जाना है वहाँ एक नियमित रूप से उत्पादन समय की लागत है वहाँ एक 130 की ओवरटाइम उत्पादन लागत है क्योंकि यह 2704 में से नियमित समय में उत्पादन करने के लिए सस्ता है जो हमने तय किया है कि 2288 का उत्पादन नियमित समय का उपयोग करके किया जाएगा ओवरटाइम का उपयोग करके शेष राशि का उत्पादन किया जाएगा इसलिए उपयोगकर्ता जिस समय 2704 टाइप करता है यहां यह स्वचालित रूप से 2288 नियमित समय देगा जो कि अधिकतम आर टी क्षमता है और शेष समय के साथ चलेगा इसलिए उपयोगकर्ता वास्तव में इन 12 महीनों में से प्रत्येक के लिए उत्पादन मात्रा को भरता है अब जिस क्षण 2704 को उपयोगकर्ता द्वारा टाइप किया जाता है अब हजार की एक प्रारंभिक सूची है जो यहां उपलब्ध है कुल 2704 का उत्पादन होता है तो हमें 3704 कम 3000 मिलते हैं जो कि मांग हमें 704 की अंतिम सूची प्रदान करती है इसलिए जनवरी के लिए अंतिम सूची की गणना इस तरह से की जाती है अब क्या लागतें हैं एक नियमित समय उत्पादन लागत है एक ओवरटाइम उत्पादन लागत है एक सूची है जिसमें डाली गई एक कमी है अब हम पहले ही देख चुके हैं कि नियमित समय उत्पादन लागत 100 है इसलिए 2288 इकाइयों का उत्पादन करना है लागत 2288 लाख होने जा रही है ओवरटाइम लागत 416 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए 130 है यह 130 में 416 है जो कि 05408 लाख है जो इन्वेंट्री को समाप्त करता है 704 यूनिट है इन्वेंट्री लागत के लिए 20 रुपये है इसलिए 20 में 704 हमें 01408 देगा क्योंकि इन्वेंट्री को समाप्त करना सकारात्मक है कोई कमी नहीं है इसलिए कमी की लागत 0 है और कुल लागत इन चार लागतों का एक योग है इस मामले में 3 लागत क्योंकि कमी 0 है यह 296 लाख है अब जनवरी की समाप्ति सूची जो 704 है फरवरी की शुरुआत की सूची बन जाएगी जो कि 704 है और अगर हम 2288 का उत्पादन करने का निर्णय लेते हैं जो वास्तविक क्षमता है तो हमारे पास एक नकारात्मक समाप्ति सूची है हम r t लागत की गणना कर सकते हैं ओ इन्वेंट्री लागत 0 है क्योंकि ऋणात्मक समाप्ति इन्वेंट्री है और एक कमी लागत 004 है क्योंकि 8 इकाइयां छोटी कमी लागत 500 में 8 है 4000 जो 004 लाख है तो फरवरी के लिए कुल लागत 24528 है इसलिए इस तरह उपयोगकर्ता 12 महीनों के लिए कुल उत्पादन के लिए मान टाइप करेगा हम इस स्प्रेडशीट को इस तरीके से लिख सकते हैं कि कुल लागत 331378 लाख है इसलिए यदि उपयोगकर्ता फरवरी में 2288 और जनवरी में 2704 का उत्पादन करता है तो कुल लागत 3317 लाख है सवाल यह है कि इन 12 महीनों में उत्पादन की मात्रा कितनी होनी चाहिए ताकि कुल लागत कम से कम हो अब इस समस्या को समग्र नियोजन समस्या कहा जाता है जहाँ क्षमताओं को देखते हुए और मांगों के पूर्वानुमान को देखते हुए और इस विशेष प्रसार शीट में विभिन्न लागतों को देखते हुए हमने नियमित समय लागत ओवरटाइम लागत इन्वेंट्री लागत और कमी लागत का उपयोग किया है उत्पादन क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि कुल लागत कम से कम हो अब इस समस्या को समग्र नियोजन समस्या कहा जाता है और हम अगले व्याख्यान में इस समस्या के बारे में अधिक देखेंगे